अब किसी भी नियंत्रण समस्या में एनालॉग नियंत्रण की तरह ही है आपके पास एक ओपन लूप प्लांट है और आपके पास एक क्लोज लूप प्लांट है तो आपके पास एक प्लांट है जिसे अनियंत्रित या ओपन लूप कहा जाता है और आपके पास एक क्लोज लूप प्लांट भी है जिसे नियंत्रित किया जाता है इसलिए आप जानते हैं कि नियंत्रित प्लांट वास्तव में है ओपन लूप प्लांट के सभी संभावित व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता हैलेकिन केवल एक निश्चित उपसमूह को प्रदर्शित करता है इसलिए यह नियंत्रक का काम है इसलिए हमें निर्दिष्ट करना होगाजब हमअगर हम नियंत्रक डिजाइन समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो दो चीजें हैं जो हमें करनी हैं पहली बात यह है कि हमें यह कहना होगा कि यह प्रणाली अपने आप क्या करती है यह क्या करने में सक्षम है यह क्या करने में सक्षम है जो हम इसके मॉडल से प्राप्त कर सकते हैं फिर हमें एक विनिर्देश देना होगा जो इन सभी व्यवहारों के लिए है हम कुछ निश्चित व्यवहार नहीं चाहते हैं इसलिए हम उनमें से कुछ को ही चाहते हैं इसलिए हम नियंत्रित प्रणाली के लिए जो व्यवहार चाहते हैं उसे स्पेसिफिकेशन कहा जाता है इसलिए इस विनिर्देशोंस्पेसिफिकेशन को फिर से उदाहरण के लिए विभिन्न तरीकों से वर्णित किया जा सकता हैट्रांजियंट ट्रांजीशन के द्वारा भी अनुक्रम सीक्वेंस जो या तो टाइम रन टाइम याआप जानते हैं कह रही है कि कुछ संक्रमणोंट्रांजीशन के लिए सक्षम करने की स्थिति दे रही है हम इसे पसंद कर सकते हैं प्रणाली में कुछ तरीकों से कुछ बदलावों को बुलाने के लिए तो विभिन्न तरीकों से सिस्टम स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा और फिर नियंत्रक डिजाइन का काम यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रणाली वास्तव में स्पेसिफिकेशन सिस्टम की तरह व्यवहार करती है जो कि असतत घटना डिस्क्रीट इवेंट या तर्क लॉजिकया अनुक्रम नियंत्रण सीक्वेंस कंट्रोलकी समस्या है तो शायद थोड़ा महत्वपूर्ण लगता है तो आइए एक उदाहरण देखते हैं इसलिए हमारे पुराने उदाहरण में बाहरी इनपुट क्या हैं इसलिए जो आपके पास है उस पर निर्भर करता है मेरा मतलब है आपको वास्तव में देखना होगा तो हो सकता है कि आपके पास इस प्रणाली में हम मान सकते हैं कि इसमें a है फिर भी इसमें तीन बाहरी इनपुट हैं एक अप सोलेनाइड है दूसरा डाउन सोलेनाइड है और तीसरा एक मास्टर कंट्रोल स्विच है इसलिए ये वे तीन इनपुट वैरिएबल हैं जो सिस्टम के लिए सभी बाहरी बाहरी हैं और उनमें से हर एक उदाहरण के लिए अप सोलेनोइड और डाउन सोलेनोइड शायद दो मान 0 या 1 ले सकता है तो क्या आउटपुट हो सकता है उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि लिमिट स्विच के अनुरूप हमारे पास कुछ लैंप हैं इसलिए जब भी एक लिमिट स्विच बनाया जाता है तो हमारे पास एक अप लैंप या एक डाउन लैंप होता है इसलिए वे संकेतक इंडिकेटर की तरह हैं इसलिए लिमिट स्विच के अनुरूप हमारे पास अप लैंप और डाउन लैंप के कुछ आउटपुट हैं इसी प्रकार हम जिस मशीन को मानते हैं वह तीन प्रकार की अवस्थाओं में विद्यमान है आप जानते हैं मूल रूप से वे सिस्टम की गति अवस्थाएं हैं तो सिस्टम या तो आइडल मोड निष्क्रिय मोड में हो सकता है जिसमें वह कुछ भी नहीं कर रहा है यह एक्टिव मोड सक्रिय मोड में नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जहां भी मास्टर कंट्रोल स्विच एक है इस बाहरी इनपुट का प्रभाव क्या है कि यह प्रणाली को इनमें से किसी एक से निष्क्रिय बना देगा और अगर यह ऑफ हो जाता है तो इनमें से कोई भी यह वास्तव में आइडल स्टेट में आ जाएगा यह वही है हम सिस्टम के व्यवहार का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए अन्यथा एक्टिव स्टेट में सिस्टम या तो हो सकता है ऊपर जाने में ऊपर जा रहा है इसलिए यह ऊपर जा रहा है यह न तो ऊपर है और न नीचे है यह है प्रेस की स्थिति न तो ऊपर है और न नीचे है न नीचे है और न ऊपर है यह बीच में कहीं है लेकिन यह ऊपर जा रहा है इसी तरह यह नीचे जा सकता है या यह मूव नहीं हो सकता है लेकिन यह ऊपर की स्थिति में है या नीचे की स्थिति में है इसलिए हमने सिस्टम को इस तरह से मॉडल करने के लिए चुना है इसलिए हम मानते हैं कि सिस्टम ऐसे स्टेट से गुजरता है जो अब स्थिति है परिवर्तन है सिस्टम में विशिष्ट राज्य परिवर्तन क्या हैं उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि बाहरी इनपुट एमसीएस अप सोलनॉइड और डाउन सोलनॉइड हैं इसलिए यदि एमसीएसउपयोग में है तो सिस्टम आइडल स्टेट से इनमें से किसी एक स्टेट पर आ जाता है हो सकता है निष्क्रिय आइडल से नीचे की ओर आता है और यदि अप सोलनॉइड को दबाया जाता है और यदि सिस्टम नीचे की स्थिति में है तो वहां से यदि ऊपर वाले सोलनॉइड के स्टेट इनपुट को बढ़ा दिया जाता है तो यह डाउन स्टेट से मूविंग अपस्टेट में जाएगा इसलिए ये हैं ऐसे मामले जहां इनपुट के कारण एक परिवर्तन होता है हम इसे प्रस्तुत करेंगे और एक डायग्राम खींचेंगे इसी तरह आंतरिक उदाहरण के लिए हम इस आरेख डायग्राम को आकर्षित करते हैं इसलिए हम जो प्रणाली कह रहे हैं वह पांच स्टेट में मौजूद है ठीक है इसलिए शायद यह अप स्टेट है यह डाउन स्टेट है यह मूविंग अप स्टेट है और यह मूविंग डाउन स्टेट है और आपके पास निष्क्रियआइडल है इसलिए तो सिस्टम कैसे बदलता हैइसलिए जब आप MCS एक के बराबर होता हैं तब आप आइडल से नीचे आ जाते हैं आप सिस्टम व्यवहार का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर नीचे से यदि आप किसी दिए गए सोलनॉइड को छोड़ते हैं तो यह ऊपर की ओर बढ़ता है कुछ समय बाद आंतरिक गतिकी द्वारा ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ अगर आप इसे एक इनपुट के बराबर सोलनॉइड देते हैं तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं और फिर खुद नीचे की स्थिति में आ जाएंगे ठीक है कभी कभी आप सेल्फ लूप को जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं कि बीच में अगर नीचे की ओर इस स्थिति में है तो यह आगे बढ़ने की स्थिति में होगा क्योंकि इसके लिए काफी समय लग सकता है ऊपर से नीचे की स्टेट में आने के लिए इसलिए और फिर हम कह सकते हैं कि कहीं से भी अगर आप ऊपर जाने के लिए जाते हैं तो यह I यदि MCS किसी भी समय 0 हो जाता है तो यह आइडल स्टेट में चला जाता है तो आप जानते हैं कि हम मूल रूप से ग्राफिक रूप से हम हैं हम बता रहे हैं कि इंटरनल डायनामिक्स के कारण विभिन्न बाहरी इनपुटों के कारण सिस्टम एक स्टेट से दूसरे में कैसे जाता है ठीक है और इसी तरह हम कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम कर सकते हैं हमारे पास विभिन्न आउटपुट हो सकते हैं इसलिए हमारे पास दो आउटपुट हैं इसलिए यहां हमारे पास डाउन लैंप 1 के बराबर है और अप लैंप 0 के बराबर है इसी तरह हमारे पास डीएल 0 और यूएल 0 के बराबर है दोनों 0 हैं यहाँ UL 1 के बराबर और DL 0 के बराबर हैं इसलिए ये आउटपुट हैं इसलिए विभिन्न स्टेट में ये आउटपुट हैं जो वास्तव में उपयोग किया गया हैं औरजो सेंसर द्वारा भी हो सकता है नियंत्रक के उद्देश्य के लिए अब यह इंट्रिसिक प्लांट का व्यवहार है इसलिए अब हमें यहां सुनिश्चित करना है किसी को किसी भी तरह यह सुनिश्चित करना है कि आप सिस्टम के लिए जो स्पेसिफिकेशंस देते हैं वह वास्तव में पहले अप सोलनॉइड का प्रयोग है और इसे तब तक आयोजित किया जाता है जब तक यह उपस्तिथ नहीं हो जाता है और तब जब यह उपस्तिथ जाता है तब नीचे की ओर विलेय उपयोग किया जाता है इसलिए यह वास्तव में मशीन का डिजायरेबल साइकिल है तो किसी का प्रयास करना पड़ता है कुछ डिवाइस को वास्तव में यह गणना करना होता है कि इस अप सोलनॉइड को कब लागू किया जाए और कब इस डाउन सोलनॉइड को लागू किया जाए और यह नियंत्रक कंट्रोलर है जो ऐसा करने जा रहा है इसलिए सही है इसी तरह जैसा कि हम कहते हैं कि इवेंट्स स्टेट परिवर्तनों के कारण होती हैं क्योंकि यह हमारे पास पहले से ही है उदाहरण के लिए up लैंप में 0 के बराबर है जब मूविंग अप से अप जाने से स्टेट चेंजपरिवर्तन होता है तो up लैंप में एक हो जाता है इसलिए स्टेट परिवर्तन भी आउटपुट का कारण होता है और एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन जैसा कि हमने कहा कि मशीन का उद्देश्य क्या है मशीन का उद्देश्य यह है कि जब नियंत्रण स्विच ऑन हो उस समय इसे कम डाउन करना होगा ऊपर जाना है नीचे आना है ऊपर जाना है यह करना होगा एमसीएस स्विच बंद होने तक एक निश्चित संख्या में करना होगा यदि यह एमसीएस स्विच तुरंत ऑफ कर दिया जाता है तो इसे आइडल स्टेट में जाना चाहिए जिसे हम यह बता सकते हैं कि उस समय उस स्थान की स्थिति क्या है इस प्रकार इस प्रणाली के लिए यह सिस्टम स्पेसिफिकेशनअप और डाउन स्टेट्स का एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस हो सकता है इसलिए इसे लगातार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर स्टेट तक जाना चाहिए इसलिए इस उदाहरण को पूरा करना होगा हम अनुक्रम नियंत्रणसीक्वेंस कंट्रोल एनालॉग के बीच कुछ बुनियादी अंतरों पर एक नज़र डाल सकते हैं इसलिए सबसे पहले अनुक्रम नियंत्रकसीक्वेंस कंट्रोलर में प्रक्रिया वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यूड अनुरूप में वे निरंतर मूल्यवानकंटीन्यूअस वॉल्यू हैं मॉडल परिणामस्वरूप मॉडल यहां लॉजिकल है आप जानते हैं स्टेट ट्रांजीशन प्रकार के मॉडल जबकि एनालॉग नियंत्रण में वे संख्यात्मक होते हैं इसलिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग करते हैं या आप डिफरेंस इक्वेशन का उपयोग करते हैं इसलिए न्यूमेरिकल इक्वेशन के साथ कुछ इक्वेशन का उपयोग करें इसी तरह सिग्नल आम तौर पर सिग्नल कुछ स्थिति को इंडिकेट करते हैं इसलिए कुछ ऑफ है शायद एक ट्रैफिक लाइट या तो लाल या एम्बर या हरा है या हम कर सकते हैं हम इसमें रुचि रखते हैं या वे कभी कभी आपको जानते हैं सिग्नल हैं इस मामले में सीक्वेंस सिंबल्स अनुक्रम प्रतीकों तो यह ऊपर से नीचे ऊपर नीचे या शायद शायद एक एककन्वेयर के लिए बफर एक और हिस्सा एक और हिस्साबफर एमटी एक और हिस्सा एक और हिस्सा है तो यह है ये आप जानते हैं कि सीक्वेंस हैं इसलिए एक अन्य भाग एक घटना है जब भी कोई अन्य भाग बफर में आता है और बीच में किसी अन्य घटना को बफर एमटीबफर खाली कहा जाता है इसलिए संकेत संकेतों से हमारा मतलब इन घटनाओं के सीक्वेंस से है सीक्वेंस कंट्रोल का मामला दूसरी ओर हम जानते हैं कि एनालॉग कंट्रोल के मामले में हम वास्तविक ट्राजेक्टोरिएसप्रक्षेपवक्र निर्दिष्ट करना चाहते हैं आपको निर्दिष्ट करना होगा कि ट्राजेक्टोरिएस के गुणों में वृद्धि का समय कुछ से कम होना चाहिए अधिकतम ओवरशूट कुछ से कम होना चाहिए तो हम क्या कहना चाह रहे हैं हम यह कहना चाह रहे हैं कि हम कॉन्टिनेयस ट्राजेक्टोरी के कुछ गुणों को उनके मूल्यों के संदर्भ में बताने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सीक्वेंस कंट्रोल में हम रुचि रखते हैं कीकुछ संकेतों की स्थिति और समय के साथ उनके क्रम सही उफ़ इसी तरह यदि आप कंट्रोल में देखते हैं यहां नियंत्रण ओपन लूप या क्लोज लूप भी हो सकता हैक्लोज लूप नियंत्रण भी संभव है यहां तक कि डिस्क्रीट इवेंट या लॉजिकल कंट्रोल के लिए उदाहरण के लिए हमारे डाई प्रेस उदाहरण में हमारे पास दो लिमिट स्विच थे इसलिए कोई भी कंट्रोलर जो काम करेगा लिमिट स्विच का उपयोग करके प्रोसेस प्रक्रिया की स्थिति का फीडबैक ले सकता हैं और फिर कंट्रोल इनपुट तय कर सकते हैं इसलिए इस अर्थ में लॉजिक कंट्रोल भी फीडबैक कंट्रोल हो सकता है लेकिन यह आम तौर पर ऑनऑफ या लॉजिकल प्रकार का कंट्रोलर होता है और वे आमतौर पर पर्यवेक्षी होते हैं यही वे हैं उनका उपयोग कई मामलों में निर्णय लेने के लिए किया जाता है वे कमांड सीक्वेंस को तय करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो कि फिर से शब्द में महसूस होते हैं बदले में ऑटोमेटिक कंट्रोलर जब ऑटोमेटिक कंट्रोलर लीनियर हो सकते हैं या नॉनलीनियर कंट्रोलर हो सकते हैं और मेरा मतलब है कि वास्तव में एक ऑटोमेटिक कंट्रोल स्तर पर काम कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प डिजाइन निश्चित रूप से है आप जानते हैं क्योंकि आपने स्टेट स्पेस या मूल्यों को बहुत सरल बना दिया है जो सिग्नल दो तीन या चार एन्कोड में ले सकते हैं मेरा मतलब है कोड इसलिए मॉडल बहुत सरल हैं उदाहरण के लिए बहुत लीनियर नॉनलीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जन्म दे सकते हैं आप जानते हैं पांच छह सात आठ या शायद 20 स्टेट फाइनाइट मशीन जो कि नॉनलाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन अंतर की तुलना में बहुत सरल मॉडल है इसलिए आमतौर पर डिजाइन कंटीन्यूअस ऑटोमेटिक कंट्रोल डिजाइनों की तुलना में सरलता का परिमाण है एक दिलचस्प बात यह है कि ट्यूनिंग की आवश्यकता आमतौर पर नहीं होती है क्योंकि मॉडल आमतौर पर भौतिकफिजिकल नहीं होते हैं वे वास्तव में आप जानते हैंइंफॉर्मेशन ओरिएंटेड मॉडल इसलिए जब तक आप प्लांट के ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी नहीं बदलते हैं तब तक नियंत्रकों को ट्यून नहीं किया जाएगा जबकि ऑटोमेटिक कंट्रोल के मामले में आप जानते हैं कि क्योंकि सिस्टम हीट ट्रांसफर कोएफ़िशिएंट बदल जाएगा पाइप के अंदर कीचड़ भरेगा मेरा मतलब है वाल्व कैरेक्टरस्टिक्स में बदलाव होगा रिएक्टर कैरेक्टरस्टिक्स में बदलाव होगा तो ऑटोमेटिक कंट्रोलर को निरंतर ट्यूनिंग की जरूरत होती है लेकिन यह सीक्वेंस कंट्रोलर को आमतौर पर ट्यूनिंग की जरूरत नहीं रहती है जब तक आपके पास कोई विभिन्न ना ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है जो विभिन्न इनपुट लेकर पूरा प्रोसेस का ऑपरेटिंग मोड बदलता है यहां सीक्वेंस लॉजिक कंट्रोल के लिए कोई ट्यूनिंग नहीं है तो अब हम डिस्क्रीट इवेंट कंट्रोल लॉजिक प्रॉब्लम को समझ गए हैं अब यह नया नहीं है यह होना चाहिए इस तरह की समस्याओं को उद्योग में लंबे समय से पहले ही संभाला जा चुका है इससे पहले भी माइक्रोप्रोसेसर अस्तित्व में आया था इसलिए पहले लोगों को क्या करना है लोग वास्तव में इस तरह के तार्किक कार्यों लॉजिकल फंक्शनको करने के लिए रिले और कॉन्टैक्टर्स का उपयोग करते थे आप जानते हैं यही कारण है कि पहले ऐसे लॉजिकल फंक्शन को रिले लॉजिक कहा जाता था वास्तव में नाम रिले लॉजिक डायग्राम रिले लॉजिक लैडर ये मूल रूप से उस अतीत की विरासत हैं जो अभी भी उपयोग किए जा रहे हैं निश्चित रूप से वे धीरे धीरे बदल रहे हैं और शायद 5 10 साल के बाद रिले लैडर लॉजिक इतना प्रासंगिक नहीं हो सकता है लोगों को इन कार्यक्रमों का वर्णन करने के अन्य चित्रमय और अन्य तरीके मिलेंगे लेकिन तथ्य यह है कि पीएलसी वास्तव में रिले लॉजिक का स्थान ले रहे हैं और इसलिए क्यों वे रिले लॉजिक से बेहतर हैं जिसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं वास्तव में रीजनल लॉजिक हार्ड वायर्ड है रिले कॉन्टैक्टस को रखा जाता है जो वे वास्तव में सही जुड़े हुए हैं जबकि पीएलसी वास्तव में एक कार्यक्रम में तर्क है इसलिए यदि आप का र्तक को थोड़ा बदलना चाहते हैं तो आप तो आप रिले लॉजिक को निकाल सकते हैंनिश्चित रूप से कुछ भाग और फिर से एक नया स्थापित करें जबकि पीएलसी के मामले में क्योंकि यह एक माइक्रोप्रोसेसर डिवाइस है जो प्रोग्राम को बदलने के लिए सभी को लेता है सही है इसलिए आप जानते हैं कि रेडियोलॉजिक को वास्तव में अपग्रेड करना मुश्किल है और बनाए रखा जाता है जबकि पीएलसी एक बहुत ही मॉड्यूलर है आप बस एक को निकाल सकते हैं और दूसरे को रख सकते हैं दूसरा डाल सकते हैं आप हर समय डाल सकते हैं आप जान सकते हैं यदि आप बहुत आसानी से अपने सिस्टम का विस्तार कर सकते हैं आप नए इनपुट द्वारा डाल सकते हैं फिर आप बस प्लग इन 0कर सकते हैं उन्हें बिना किसी समस्या के रैक में प्लग कर सकते हैं अपग्रेड और मेंटेन के लिए ये बहुत अधिक उद्योग के अनुकूल हैं रिले लॉजिक स्पष्ट रूप से आकार और जटिलता के संदर्भ में बहुत अधिक सीमित है क्योंकि आपको फिजिकल रिले का उपयोग करते हुए उन्हें निर्माण करना है जबकि पीएलसी के आप शाब्दिक अर्थ रख सकते हैं मेरा मतलब है कि हजारों और हजारों ऐसे लॉजिकल फंक्शंस केवल कंप्यूटर मेमोरी में हैं इसलिए इसमें गति आकार जटिलता और यहां तक कि रिलायबिलिटी के संदर्भ में वे अपने रिले काउंटर को हरा रहे हैं वे पहले से ही हरा चुके हैं हराने का कोई सवाल नहीं है जो वे पहले से ही हार चुके हैं उनके रिले समकक्षों ने हाथ नीचे कर दिए हैं बहुत पुरानी तकनीक वास्तव में आजकल शायद ही कोई इसका उपयोग करता है वास्तव में हर समय कहीं भी आप किसी भी कारखाने में जाते हैं आपको चारों ओर दस पीएलसी मिलेंगे तो पीएलसी क्या है यह क्या करता ह हम समझ गए हैं कि यह वास्तव में है आप जानते हैं मैंने इंटरनेट पर देखा और पीएलसी की कुछ परिभाषाओं का पता लगाने की कोशिश की और ये कुछ परिभाषाएं हैं जो मुझे इंटरनेट पर मिलीं लेकिन किसी तरह मैं उन्हें पसंद नहीं करता थाकोई कहता है कि यह एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसे लॉजिक फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है सॉलिड स्टेट डिवाइस शब्द वास्तव में बहुत ही संचारी नहीं है क्योंकि यह फिर से है क्योंकि यह वर्णित है कि सब कुछ एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है यहां तक कि एक छोटा ट्रांजिस्टर भी सॉलिड स्टेट डिवाइस है इतने सॉलिड स्टेट उपकरण को लॉजिकल फंक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल रिले द्वारा पूरा किया गया था यह कुछ ऐसा है जो इतिहास का उल्लेख करता है कंट्रोल ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इंटीग्रेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं हां यह है मुझे यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इक्विपमेंट और मशीनरी अधिक पसंद है लेकिन यह अभी भी यह नहीं कहता है कि ये किस प्रकार के उपकरण हैं यह डिवाइस पक्ष पर बहुत गूढ़ है डिजिटल लॉजिक तत्वों की एक असेंबली यह एक तत्व बहुत भ्रामक है जो डिजिटल लॉजिक तत्वों द्वारा मतलब है जो तार्किक निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आप जानते हैं तार्किक निर्णय लेने और आउटपुट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी परिभाषा का पता लगाऊंगा इसलिए मैं इसे एक औद्योगिक कंप्यूटर कह रहा हूं यह वास्तव में एक कंप्यूटर है जो औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है किस प्रकार के कार्य हैं जो डिजिटल या एनालॉग सेंसर से इनपुट को स्वीकार करेगा जो अनुक्रम नियंत्रण या एनालॉग विपरीत के लिए तर्क निष्पादित करेगा वास्तव में आधुनिक पीएलसी में कई मामलों में एनालॉग नियंत्रण करने की क्षमता भी होती है एक ही डिवाइस पर हालांकि यह एक माइक्रोप्रोसेसर है इसलिए आपके पास कई हो सकते हैं इसकी गति बहुत अधिक है इसमें बहुत सारी मेमोरी है इसलिए भी नहीं क्योंकि आप एक उपकरण खरीद रहे हैं इसलिए एनालॉग नियंत्रणों को भी क्यों न रखें अन्यथा आपको किसी अन्य डिवाइस को बस एक नियंत्रण के लिए रखना होगा इसलिए जब लॉजिकल रूप से वे भिन्न है एक सिंगल पीएलसी तो आप जानते हैं बॉक्स वास्तव में एनालॉग नियंत्रकों को भी घर दे सकता है वे एक्ट्यूएटर या इंडिकेटर को चला सकते थे या वे अन्य कंप्यूटरों के साथ संवाद कर सकते थे तो ये कंपोनेंट्स क्या हैं इसके कंपोनेंट्स एक कंप्यूटर के विशिष्ट हैं इसलिए आपके पास हो सकता है आप जानते हैं बैकप्लेन या आपके पास एक पवार सप्लाई हो सकती है या आपके पास सीपीयू मेमोरी हो सकती है या आपके पास आईओ कार्ड हैं विभिन्न IO कार्ड का उपयोग किया जाता है इसलिए आप डिजिटल या एनालॉग मॉड्यूल रख सकते हैं आपके पास कुछ विशेष उद्देश्य फ़ंक्शन मॉड्यूल हो सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं उच्च गति काउंटर जो मापते हैं आप जानते हैं शाफ्ट एंगल एनकोडर जो रोटेशनल स्पीड को मापते हैं या कुछ बहुत तेज और सटीक पोजिशनिंग कमांड जेनरेशन मॉड्यूल PWM जेनरेशन मॉड्यूल वगैरह हो सकते हैं तो विभिन्न प्रकार के कार्ड जो इसका उपयोग करता है जाहिर है कि वायरिंग है और फिर आपको मुख्य रूप से PLC के साथ दो अन्य अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता है आप जानते हैं इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए उनमें से एक प्रोग्रामर है जिसका उपयोग करके आप पीएलसी डाउनलोड कर सकते हैं या आप देख सकते हैं वेरिएबल कैसे बदल रहे हैं और दूसरा एक मैन मशीन इंटरफ़ेस है जो वेरिएबल पर अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकता है ताकि लोग देख सकें देखें कि चीजों को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है इसलिए वास्तव में मैं क्या बनाऊंगा मेरे पास इस चीज़ में थोड़ी सी योजना है चूंकि समय लगभग है इसलिए मैं इस पाठ में प्रोग्रामिंग भाग को छोड़ दूंगा और फिर हम इसे अगले पाठ इसमें शामिल करेंगे इसलिए मैं अगली कुछ स्लाइडों को छोड़ता जा रहा हूं और फिर पाठ समीक्षा पर सीधे आता हूं

तो ये सभी चीजें हम करेंगे इसलिए हम इन सभी चीजों को अगली कक्षा में देखने जा रहे हैं जो मैंने सोचा था कि मैं यहां शामिल करूंगा लेकिन समय ठीक नहीं है इसलिए हां इसलिए हमारे पास लेसन रिव्यू हैइसलिए इस व्याख्यान में हमने मुख्य रूप से यू को प्रभावित करने की कोशिश की है डिस्क्रीट इवेंट कंट्रोल समस्याओं की प्रकृति आप जानते हैं मूल रूप से दो चीजें हैं जहां कुछ समस्याएं हैं जहां एनालॉग नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे बहुत सरल हैं यदि आप एक कन्वेयर के लिए एक मोटर शुरू करते हैं आपको इसकी गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है बस पूरी वोल्टेज डालें जो भी गति इसे घुमाएगी वह घूमने देगी कन्वेयर आगे बढ़ेगा हम गति को नियंत्रित करने में रुचि नहीं रखते हैं ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां एनालॉग कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल का उपयोग किया जाता है एक अन्य प्रकार की परिस्थितियां हैं जहां आप एक सुपरवाइजररी लेवल पर नियंत्रण को डिजाइन करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए मौजूदा परिष्कृत अनुरूप नियंत्रकों का एक पूरा सेट मौजूद है और जिस क्षण आप उन्हें कमांड देते हैंआप जानते हैंवे उन्हें एहसास होगा कि वे कैसे महसूस करेंगे कि आपकी चिंता तब तक नहीं है जब तक आप सुपरवाइजररी लेवल पर डिजाइन नहीं कर रहे हैं इसलिए जब आप पर्यवेक्षी स्तर पर डिजाइन कर रहे हैं तो आपकी नियंत्रण समस्या समाप्त हो जाती है इसलिए उस अर्थ में यह असतत डिस्क्रीट है इसलिए हमने देखा है कि उद्योग के संदर्भ में ऐसी कई समस्याएं पैदा होती हैं और हम जा रहे हैं इस मॉड्यूल में हम देखने जा रहे हैं एक नज़र डालें कि हम उन्हें कैसे संभालेंगे इसलिए हम भी परिभाषित करते हैं पहले प्रोग्राम प्रोग्रामेबल कंट्रोलर को पेश किया हमने इसे देखा हमने इसे कार्यात्मक परिभाषा दी और हमने देखा इसमें यह शामिल है कि यह मूल रूप से बहुत से माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिवाइस है आप जानते हैं क्षमताओं को गूंथना और इस पीएलसी प्रोग्रामिंग की मूल बातें जो हम वास्तव में इस व्याख्यान में नहीं ध्यान देते थे और हम अगले पर विचार करेंगे तो आपके पास कई चीजें हो सकती हैं उदाहरण के लिए आप एक विशिष्ट औद्योगिक उदाहरण हैं चलो उदाहरण के लिए देखें आप देख सकते हैं जैसे चीजें मैं आपको एक उदाहरण खुद दूंगा और आप दूसरे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं कैसे अपने घर में ओवरहेड टैंक को स्व चालित करने के लिए कुछ लेवल सेंसर और एक मोटर और एक पंप का उपयोग करके जैसे कि पानी का स्तर एक निश्चित स्तर से नीचे कभी नहीं जाता है इसलिए आप कभी रसोईघर में आश्चर्य नहीं होते हैं इसलिए सिस्टम को उसके इनपुट आउटपुट और स्टेट वैरिएबल की पहचान करने के लिए प्रयास करें उसके परिमित स्टेट मशीन मॉडल को विकसित करें और फिर अंत में आप ड्रा कर सकते हैं हम अब आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं लेकिन आप यह पता लगा सकते हैं कि क्या कब किस तरह की प्रतिक्रिया पर आधारित आप विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों को लागू कर सकते हैं इसलिए आप स्वयं एक उदाहरण का निर्माण करें जो असाइनमेंट है और यह सब आज के लिए है बहुत बहुत धन्यवाद अगली कक्षा से हम इस पर अध्ययन करेंगे हम पीएलसी के प्रोग्रामिंग पहलुओं के साथ शुरुआत करेंगे धन्यवाद